अब बाद में दिलचस्प इनपुट पर हम बाद में देखेंगे कि यह दिलचस्प क्यों है और वास्तव में मैं यहां मनमानी कर सकता हूं इसलिए V p cos ω t ϕ फिर मैं फिर से V c ढूंढता हूं लेकिन निश्चित रूप से मुझे सर्किट में कोई अन्य वेरिएबल मिल सकता है मैं हमेशा एक उदाहरण के रूप में इस बहुत ही सरल सर्किट का उपयोग करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीजगणित खत्म हो जाए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं यहां व्यक्त करें लेकिन इस प्रक्रिया का उपयोग अन्य चीजों के लिए भी किया जा सकता है इसी तरह उस एक्सपोनेंशियल के लिए भी पहले क्रम के सर्किट के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि मान लें कि हमारे पास वास्तविक सर्किट में एक्सपोनेंशियल s t एक्सटेंशन बहुत जटिल था आप अभी भी जानते हैं कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस एक्सपोनेंशियल s t × कुछ है और फिर नेचुरल रिस्पांस या ट्रांसिएंट रिस्पांस सर्किट के टाइम कांस्टेंट से एक्सपोनेंशियल ऋण 3 है और प्रारंभिक स्थितियों के साथ कांस्टेंट में हेरफेर करके और इसी तरह उत्तर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो अब इस मामले में आप क्या सोचते हैं इसका समाधान फिर से मैं चाहता हूं कि V c ऑफ़ t V c ऑफ़ t में संभवतः कई भाग होंगे आपको क्या लगता है कि इसमें थोड़ा सा नेचुरल रिस्पांस भी है और फिर फाॅर्स रिस्पांस उस पर जाने वाली फाॅर्स रिस्पांस कुछ भी हो सकती है क्योंकि मेरा मतलब है कि यदि आप cosकॉस डिफेरेंशीट करते हैं तो आप साइन प्राप्त करते हैं और यदि आप साइन को डिफेरेंशीट करते हैं तो आपको कॉस मिलता है मुझे इस तरह के संतुलन अधिनियम के बारे में सोचने दें जहां यदि आपके पास इस तरफ cos ω t ϕ है तो यह कैंसिल पर होना चाहिए लेकिन तब V c हम केवल cos ω ϕ नहीं कर सकते क्योंकि जब आप इसे डिफरेंटसिएट करते हैं तो आप को साइन मिलता हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि यह इसका सामान्य रूप है इसे लिखने के कई तरीके हैमैं वहां कुछ अन्य एंगल थीटा डाल सकता हूं और फिर इसे रद्द करने का प्रयास भी कर सकता हूं α cos t ϕ β sine ωt ϕ मैं इसे इस रूप में लिखूंगा इतनी स्पष्ट रूप से अगर मैं इसे डिफरेंससिएट करता हूं तो अब आप इसे वहां रख सकते हैं और आपके पास दो कांस्टेंट α और β हैं तोआपको साइन को संतुलित करना होगा और आपके पास कोसहोगा तो इससे आपको ये दोनों कांस्टेंट प्राप्त होंगे हम साइन को कभी भी संतुलित नहीं कर सकते हैं और कोसाइन संभव नहीं है इसलिए मैं कोसाइन टर्म को बाहर निकालूंगा और साइन टर्म को समाप्त करूंगा और आप निश्चित रूप से स्टॉप प्राप्त कर सकते हैं इससे आपको केवल फाॅर्स रिस्पांस मिलेगी सामान्य स्टॉप की भी नेचुरल रिस्पांस होती हैं कृपया नेचुरल रिस्पांस सहित पूर्ण रिस्पांस प्राप्त करें मेरे पास अलग पाठ होगा जिसमें मैं व्युत्पत्ति दिखाऊंगा जिससे आप अपने उत्तर की तुलना मेरे से कर सकते हैं तो यह करने का यह एक तरीका है क्या आप इसे करने का कोई अन्य तरीका बता सकते हैं मेरा मतलब है कि अब तक हम जो जानते हैं उसे जानना एक और चीज जो आप कर सकते हैं वह है यह V p cos ω t 5 V p by 2 एक्सपोनेंशियल j ω t 5 है मेरा मतलब है कि पूरी चीज इसे गुणा करती है तो हम पहले से ही एक्सपोनेंशियल s t का समाधान जानते हैं इसलिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर से मेरे पास एक और पाई है जो आप करते हैं वह एक्सपोनेंशियल j ϕ एक्सपोनेंशियल j t है तो यह सिर्फ एक और गुणा करने वाला कारक है इसलिए मुझे V p एक्सपोनेंशियल s t का हल पता है तो सभी को यह सब सूट s इस jω के साथ करना है और फिर V p इस V p के साथ दो × एक्सपोनेंशियल j 5 के साथ जो कांस्टेंट मुझे समायोजित करना है वह सब कुछ नहीं है यहाँ कुछ अन्य कांस्टेंट है तोमैं इसे उसी के लिए करता हूं और मैं परिणाम जोड़ सकता हूं कि आपको फाॅर्स रिस्पांस मिलती है कृपया नेचुरल रिस्पांस सहित पूर्ण रिस्पांस प्राप्त करें मेरे पास एक अलग पाठ होगा जिसमें मैं व्युत्पत्ति दिखाऊंगा जो आप अपने उत्तरों की तुलना कर सकते हैं तो ऐसा करने के दो तरीके हैं पहले आप जानते हैं कि यदि आपके पास साइनसॉइड है तो समाधान हमेशा साइन और कॉस α cos β sine का कुछ लाइनर कॉम्बिनेशन होता है आप इसे हमेशा समाधान के रूप में ले सकते हैं और फिर आप इसे प्लग इन करते हैं डिफरेंशियल ईक्वेशन और अंत में स्थिर तो आपको दो ईक्वेशन मिलेंगे एक साइन को संतुलित करने से और दूसरा कोसाइन को संतुलित करने से वैकल्पिक रूप से आप साइनसॉइड को काम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं बहुत उपयोगी अवधारणा वास्तव में जानती है कि जीवन जटिल घातीय या जटिल बीजगणित केबिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो अब आपके पास एक्सपोनेंशियल है जो आसान है आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस एक्सपोनेंशियल केवल कुछ स्केलिंग के साथ एक्सपोनेंशियल है तोआप इसे एक्सपोनेंशियल j t घटा j ω t के लिए करते हैं और परिणाम जोड़ते हैं वैसे एक बात जिस पर मैंने पहले जोर दिया था वह यह है कि हमारे पास हमेशा यह स्टेडी स्टेट रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस या होती है और हम जानते हैं कि रैखिक सर्किट सुपर स्थिति का पालन करते हैं लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा सावधान रहना होगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस अपने आप में सुपर स्थिति का अनुसरण करती है अर्थात यदि आपके पास एक इनपुट x है तो आप स्टेडी स्टेट रिस्पांस इनपुट y कुछ अन्य स्टेडी स्टेट रिस्पांस पाते हैं यदि हमारे पास α x β y है तो स्थिर अवस्था प्रतिक्रियाएँ अत्यधिक बल देंगी यह α× पहला समाधान β × दूसरा समाधान होगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी प्रारंभिक स्थिति के साथ मापी जाती है लेकिन आप जो नहीं कर सकते हैं वह है या कुछ प्रारंभिक स्थिति जो आप एक इनपुट को लागू करते हैं अकेले अन्य इनपुट के साथ टोटल रिस्पांस का पता लगाएं यदि आप जोड़ते हैं तो आपको गलत परिणाम मिलेगा तोस्टेडी स्टेट रिस्पांस स्वयं सुपर स्थिति का पालन करती है और नेचुरल रिस्पांस स्वयं ही प्रारंभिक स्थिति के साथ स्केल करती है जिसे आप आजमाते हैं और देखते हैं तो मान लें कि यह चरण 5 वोल्ट a t 0 के बराबर है और फिर यह भी 2 मिल्लिआंप्स एक ही समय में t के बराबर है तो हो सकता है कि आप इसे 1 किलो ओम और 1 नैनोफैरड ले लें विशेष चीजें मायने नहीं रखती हैं तो अब पहले आप सब कुछ एक साथ लेते हुए टोटल रिस्पांस पाते हैं लेकिन थेवेनिन समकक्ष वगैरह लेते हुए फिर आप इस सुपरपोजीशन को करने की कोशिश करते हैं इस 5 वोल्ट स्रोत के साथ कुल प्रतिक्रिया अकेले इस 2 मिलीएम्प स्रोतों के साथ कुल प्रतिक्रिया लेते हैं और जोड़ते हैं दो और देखें कि क्या आपको वास्तविकटोटल रिस्पांस के समान परिणाम मिलता है या नहीं या यदि नहीं तो वास्तव में गलत परिणाम क्या है विद्यार्थी दो स्रोतों से टोटल रिस्पांस को सुपरपोज़ करने का प्रयास करें जब आपके पास कपैसिटर की कुछ प्रारंभिक स्थिति हो आप मान लेते हैं कि आपके पास कपैसिटर पर कुछ V c l 0 है